नमस्कार सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में इस वीडियो व्याख्यान में आपका स्वागत है इस वीडियो व्याख्यान में हम पावर एनालिसिस अटैक के रूप में जानी जाने वाली चीज़ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आवश्यक विचार यह है कि जब कोई डिवाइस वास्तव में कुछ गुप्त सूचनाओं के आधार पर कुछ गणना कर रहा है तो हमलावर क्या करेगा कि हमलावर उस उपकरण की बिजली लाइनों को टैप करेगा और इस उपकरण का उपयोग करके उस डिवाइस द्वारा खपत की गई पावर की निगरानी करेगा हमलावर तब उस गुप्त सूचना की पहचान करने में सक्षम होगा जो उस प्रणाली द्वारा संसाधित की जा रही है इसलिए हम इस वीडियो व्याख्यान की शुरुआत करेंगे कि यह इस तरह की समस्या क्यों है और हम इस बारे में कुछ तकनीकों को देखेंगे कि इस तरह की समस्या को कैसे हैंडल किया जा सकता है और आखिरकार हम पावर एनालिसिस अटैक के कुछ काउंटर उपायों पर गौर करेंगे CMOS तकनीक के बारे में कुछ बुनियादी बातों के साथ शुरुआत करते हैं आज इस्तेमाल होने वाला हर डिजिटल उपकरण CMOS तकनीक पर काम करता है CMOS एक पूरक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर तकनीक है और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन मुझे लगता है कि अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण CMOS तकनीक के साथ काम करते हैं CMOS वास्तव में मौलिक गेट का निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाएगा उदाहरण के लिए इस गेट पर यहाँ एक PMOS और एक NMOS ट्रांजिस्टर एक साथ मिलकर इनवर्टर बनाने के लिए उपयोग होता है तो हम इस बारे में थोड़ा और विस्तार देखेंगे कि CMOS इन्वर्टर कैसा दिखता है तो चलिए एक CMOS इन्वर्टर के बारे में विस्तार से देखते हैं तो यह CMOS इन्वर्टर है इसमें दो ट्रांजिस्टर T1 और T2 शामिल हैं और एक लोड कैपेसिटर C है इसलिए जब इनपुट 0 पर होता है तो ट्रांजिस्टर T1 ON होता है और ट्रांजिस्टर T2 बंद होता है और परिणामस्वरूप कैपेसिटर के माध्यम से चार्ज होता है यह Vdd इस प्रकार हमारे पास आउटपुट है जो 1 है दूसरी ओर जब हमारे पास एक इनपुट होता है जो 1 पर सेट होता है तो ट्रांजिस्टर T2 चालू होता है जबकि ट्रांजिस्टर T1 बंद हो जाता है परिणामस्वरूप यह कैपेसिटर तब इस ट्रांजिस्टर T2 के माध्यम से एक आउटपुट के लिए डिस्चार्ज होगा जो 0 है इसलिए जैसा कि हम इस विशेष आकृति से देखते हैं जब 0 से 1 तक इनपुट में ट्रांजिशन होता है कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण आउटपुट 1 से 0 तक बदल जाता है अब अगर हम वास्तव में CMOS इन्वर्टर द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति को देखते हैं तो यह कुछ इस तरह दिखेगा इसलिए हर बार कैपेसिटर सीएल को चार्ज या डिस्चार्ज करने पर बिजली की खपत होती है दूसरे शब्दों में हर बार 0 से 1 या 1 से आउटपुट में ट्रांजीशन होता है डिवाइस द्वारा खपत की गई कुछ शक्ति होती है इसलिए उदाहरण के लिए यहां हम इन्वर्टर के आउटपुट को देखेंगे और जो हम देखते हैं वह यह है कि इस विशेष मामले में 0 से 1 तक संक्रमण ट्रांजीशन के दौरान कुछ शक्ति होती है जो खत्म हो जाती है अब यदि हम डिवाइस की विद्युत लाइनों को टैप करने में सक्षम हैं तो हम वास्तव में डिवाइस द्वारा खपत की गई पावर का मॉनीटर एक ऑसिलोस्कोप का उपयोग करके कर पाएंगे इसलिए ऑसिलोस्कोप हमें डिवाइस की गतिशील बिजली की खपत देगा अब अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वास्तव में सिंक्रोनस डिजिटल सर्किट होते हैं इन सर्किटों में इनपुट के रूप में एक कलॉक होती है और कलॉक के ट्रांजिशन होने पर अधिकांश गतिविधि चल जाती है इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास एक कलॉक है जो एक विशेष उपकरण को भेजी जाती है और हम वास्तव में दो इनपुट डेटा 0 और डेटा 1 दिखा रहे हैं इसलिए जो हम देखते हैं वह यह है कि हर कलॉक के ट्रांजिशन होने पर यह संभावना है कि डेटा 0 डेटा 1 data 0 data 1 ट्रांजिशन कर सकता है तो इस विशेष मामले में हम कलॉक के पॉजिटिव एज पर विचार कर रहे हैं और हम देखते हैं कि केवल इस पॉजिटिव एज पर यह संभावना है कि डेटा वास्तव में विस्थापित हो सकता है इसलिए इसलिए जब हम वास्तव में इस उपकरण द्वारा उपभोग की जाने वाली शक्ति को देखते हैं तो हम देखेंगे कि शक्ति उस प्रकार के ट्रांजीशन का एक कार्य होगी जो घटित होती है इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास डेटा 0 और डेटा 1 है और दोनों ही इस विशेष कलॉक पल्स में 0 से 1 तक ट्रांजिशन करते हैं और जैसा कि आपने पिछली स्लाइड्स में देखा है कि इस ट्रांजिशन के दौरान चार्ज और डिस्चार्ज होने के लिए एक शक्ति होती है कैपेसिटर डिवाइस द्वारा खपत की गई कुल शक्ति इन दोनों ट्रांजिशन का योग है इसलिए हम इनमें से प्रत्येक मामले में कैपेसिटर को चार्ज करने के कारण यहां बिजली की ऊंची चोटी देखते हैं अब इस विशेष क्लॉक पल्स में 0 से 1 तक का ट्रांजिशन होता है तो हम देखते हैं कि डेटा 0 में कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन डेटा 1 से 0 तक ट्रांजिशन होता है और परिणामस्वरूप हम इसे ट्रांजिस्टर से कनेक्ट करते हैं जो हमने पिछली स्लाइड में देखे हैं कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया जाएगा और कैपेसिटर के निर्वहन के कारण खपत की गई शक्ति वास्तव में नकारात्मक होगी इसी तरह इस विशेष परिवर्तन में हमारे पास डेटा 0 है जो 0 से 1 तक बढ़ रहा है और इसलिए ट्रांजिशन का निर्वहन बिजली की खपत में दिखाई देता है अब यहाँ पर फिर से हमारे पास डेटा 1 है जो 0 से 1 की ओर विस्थापित हो रहा है और पावर का उपयोग वास्तव में कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए किया जाता है इसलिए हम यहाँ पर जो नोटिस करते हैं वह यह है कि पहले चार्जिंग और कैपेसिटर के निर्वहन जो कि डिवाइस के भीतर मौजूद विभिन्न गेट में मौजूद होते हैं बिजली की खपत में दिखाई देते हैं दूसरी बात यह है कि हम यह भी देखते हैं कि उपभोग की जाने वाली बिजली की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उन गेटों की संख्या पर निर्भर करती है जो वास्तव में ट्रांजिशन कर रहे हैं उदाहरण के लिए हमारे पास दो गेट हैं जो 0 से 1 ट्रांजिशन बनाते हैं और इसलिए बिजली की खपत काफी अधिक है क्योंकि हमारे पास दोनों कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं जबकि इस विशेष कलॉक पल्स में हमारे पास इन पंक्तियों में से केवल एक है जो 0 से 1 तक जा रही है इसलिए उपभोग की गई शक्ति तुलनात्मक रूप से कम है अब बिजली की खपत के हमलों का सार निम्नलिखित है एक हमलावर यह मानते हुए कि उसके पास इस स्थिति में एक उपकरण है जो डिवाइस के भीतर मौजूद हर सिग्नल के अलग अलग ट्रांजिशनस को नहीं देख पाएगा और इसलिए उसके लिए ये सभी मध्यवर्ती बदलाव जो हमने पिछली स्लाइड में देखे हैं पूरी तरह से काला हो गया है हमलावर के पास संभवतः कलॉक के लिए एक स्रोत होगा जो वह निश्चित रूप से डिवाइस द्वारा खपत की गई बिजली की निगरानी करने में सक्षम होगा यह संभवतः इसलिए है क्योंकि प्रत्येक डिवाइस को कार्य करने के लिए बाहरी बैटरी या पावर स्रोत की आवश्यकता होती है तो हमलावर क्या कर सकता है कि वह वास्तव में एक आस्टसीलस्कप कनेक्ट कर सकता है और डिवाइस द्वारा खपत की गई पावर को टैप कर सकता है और इसलिए जैसा कि डिवाइस हमलावर को निष्पादित कर रहा है उस डिवाइस द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा की निगरानी करने में सक्षम होगा कलॉक एक वैकल्पिक सुविधा है किसी हमलावर के लिए किसी डिवाइस के लिए कलॉक स्रोत की निगरानी करना हमेशा संभव नहीं हो सकता है हर डिवाइस में संभवतः एक बाहरी क्रिस्टल ओसीलेटर होता है जो एक कलॉक उत्पन्न करता है और एक बार यह कलॉक डिवाइस में प्रवेश करती है उस विशेष कलॉक स्रोत पर कुछ संचालन हो जो उस विशेष कलॉक आवृत्तियों को गुणा या विभाजित करता है इसलिए इस प्रकार कलॉक स्रोत हमेशा किसी हमलावर को दिखाई नहीं दे सकता है लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक डिवाइस को बाहरी शक्ति स्रोत की आवश्यकता होती है इसलिए एक हमलावर उस उपकरण द्वारा खपत की जाने वाली पावर की निगरानी करने में सक्षम होगा पावर एनालिसिस अटैक के बारे में आवश्यक विचार हमलावर के लिए डिवाइस द्वारा खपत की गई पावर की निगरानी करना है और फिर कुछ आंतरिक रहस्यों की भविष्यवाणी करने में सक्षम होना चाहिए जो डिवाइस में मौजूद हैं यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि डिवाइस वास्तव में इसी सीक्रेट पर काम करता है उदाहरण के लिए पावर एनालिसिस अटैक का एक बहुत ही लोकप्रिय अनुप्रयोग क्रिप्टोग्राफ़िक साइफर पर है और धारणा यह है कि हमारे पास हमलावर अपनी स्थिति में एक डिवाइस है जो क्रिप्टोग्राफ़िक संचालन कर रहा है कुंजी जिसे गुप्त रखा जाता है वह डिवाइस के भीतर संग्रहीत होता है अब हर बार एक एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन चालू हो जाता है यह कुंजी आंतरिक स्टोरेज से पढ़ी जाती है और वास्तव में संबंधित एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन करने के लिए उपयोग होती है हमलावर का उद्देश्य एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन प्रक्रिया के दौरान इस उपकरण द्वारा खपत की गई शक्ति की निगरानी करना है और फिर यह पहचानने की कोशिश करना है कि डिवाइस के भीतर गुप्त कुंजी क्या संग्रहीत है इसलिए इन पावर एनालिसिस अटैक में से अधिकांश यह अनुमान लगाते हैं कि हमलावर वास्तव में उन इनपुट संदेशों में हेरफेर या निगरानी कर सकता है जो एन्क्रिप्टेड हो जाते हैं उदाहरण के लिए उस डिवाइस का आउटपुट एन्क्रिप्टेड संदेश हमलावर को दिखाई देते हैं इस प्रकार एक पावर एनालिसिस अटैक के लिए प्रमुख धारणाएं निम्नलिखित हैं पहले हमलावर के पास वह उपकरण होता है जो वह वास्तव में हमला करना चाहता है इसलिए हमलावर वास्तव में इस उपकरण पर शक्ति प्राप्त कर सकता है वह उस उपकरण में विभिन्न इनपुट या आउटपुट की निगरानी कर सकता है वह विद्युत लाइनों को टैप करने में सक्षम है और एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन की प्रक्रिया के दौरान हमलावर को उस उपकरण द्वारा खपत की जाने वाली बिजली की मात्रा की निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए जो एक ऑसिलोस्कोप का उपयोग कर रहा है इसलिए विभिन्न प्रकार के पावर एनालिसिस अटैक बहुत सरल या साधारण बिजली विश्लेषण से होते हैं दो डिफरेंशियल पावर एनालिसिस जो कि सुरक्षित रखने के लिए अधिक कठिन भी है और अंत में टेम्पलेट आधारित हमलों का विश्लेषण जो कि शक्ति विश्लेषण का सबसे शक्तिशाली रूप है हमला करता है अब सरल शक्ति विश्लेषण में यह हमेशा हर प्रकार के क्रिप्टोग्राफिक साइफर या डिजिटल डिवाइस पर चलने वाले प्रत्येक अनुप्रयोग पर लागू नहीं हो सकता है लेकिन अनिवार्य रूप से विशेष कार्यक्रम के कुछ गुणों का उपयोग करता है तो हम सरल शक्ति विश्लेषण को देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक उपकरण है जो निम्नलिखित ऑपरेशन कर रहा है ऑपरेशन को एक वर्ग और गुणा कहा जाता है यह एक बहुत ही सामान्य ऑपरेशन है जो कि RSA जैसे क्रिप्टोग्राफिक साइफर के लिए उपयोग किया जाता है तो यहाँ क्या होता है कि यह विशेष एल्गोरिथ्म जिसे हम मानते हैं कि एक डिवाइस में लागू किया गया है तीन पैरामीटर x c और n लेता है आमतौर पर c गुप्त होने वाला है और यह वही है जो हमलावर प्राप्त करना चाहता है तो एल्गोरिथ्म यह क्या करता है कि यह पहले Z को 1 के मान से आरंभ करता है और फिर इसमें l 1 से लेकर 0 तक की लूप i होती है जहाँ l C की लंबाई है जो C में मौजूद बिट्स की संख्या है L 1 C के सबसे महत्वपूर्ण बिट से मेल खाता है जबकि C0 सबसे कम महत्वपूर्ण बिट या LSB से मेल खाता है इसलिए इस लूप के प्रत्येक पुनरावृत्ति में हम देखते हैं कि दो ऑपरेशन किए गए हैं पहले Z पर एक स्क्वेरिंग है जहां हमारे पास Z 2 mod n है जो किया जाता है और यदि CE 1 के बराबर है यदि C में ith बिट इस विशेष पुनरावृत्ति में 1 पर सेट है तो हमारे पास गुणा भी है और यह C में मौजूद प्रत्येक बिट के लिए जाता है अब विचार करें कि हमारे पास हमारा उपकरण है जो वास्तव में इस विशेष एल्गोरिथ्म को लागू कर रहा है हमलावर के हाथ में है हमलावर ने मान लिया कि हमें x और n का ज्ञान है हालांकि इस विशेष मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह है हमलावर डिवाइस पर पावर देने में सक्षम है वह इस एल्गोरिथ्म को निष्पादित करने के लिए मजबूर करने में सक्षम है और वह उस विशेष उपकरण द्वारा खपत की गई पावर की निगरानी करने में सक्षम है इसलिए जो हम देखते हैं वह यह है कि C के मान के आधार पर C में ith बिट है पावर वास्तव में भिन्न होगी यदि उदाहरण के लिए Ci 0 का मान है तो केवल यह विशेष वर्ग ऑपरेशन किया जाता है दूसरी ओर अगर हमारे पास 1 के बराबर Ci का मान है तो वर्ग संचालन गुणन ऑपरेशन के बाद होता है यह Ci के मूल्य के बीच का अंतर है कि क्या Ci का मूल्य 0 है या 1 उस उपकरण के द्वारा कंज्यूम की गई पावर को दर्शाता है तो यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में पावर की तरह दिखता है और जो हम यहां से स्पष्ट रूप से देखते हैं वह यह है कि कुछ क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अलग अलग पावर प्रोफ़ाइल है इसलिए अगर हमलावर वास्तव में समय के साथ खपत की गई बिजली की निगरानी करता है जैसे कि यह विशेष रूप से दिखाया गया है तो हमलावर बस इस पावर प्रोफाइल को देख पाएंगे और यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि Ci के गुप्त मूल्य क्या हैं तो इस तरह से हमलावर बस गुप्त C के प्रत्येक बिट को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है इसलिए उदाहरण के लिए यहां वह पहचानता है कि केवल एक वर्ग ऑपरेशन है जो किया जाता है और इसलिए C का मान 0 होना चाहिए दूसरी ओर वह देखता है कि यह क्षेत्र एक विशेषता है जब 1 प्राप्त होता है और इसलिए वह यह कटौती करने में सक्षम होगा कि यह बिट 1 इत्यादि इसलिए इस तरह से हमलावर की खपत की गई पावर की निगरानी करके डिवाइस द्वारा उपभोग की गई पावर के माध्यम से गुप्त कुंजी ही वह पढ़ सकेगा अब यह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही सरल हमला है और वर्षों से लोगों ने इस एल्गोरिथ्म को लागू करने के लिए बहुत अधिक मजबूत तरीके विकसित किए हैं और इस तरह हम जिस पर चर्चा करते हैं उसकी तरह सिंपल पावर अटैक आधुनिक दिन के उपकरणों में बहुत अधिक लागू नहीं होते हैं इसका कारण यह है कि अधिकांश आधुनिक क्रिप्टोग्राफिक डिवाइस ऐसे एल्गोरिदम का उपयोग नहीं करेंगे जहां पावर के माध्यम से हमला काफी स्पष्ट है इसलिए एक बहुत अधिक शक्तिशाली हमले को एक डिफरेंशियल पावर एनालिसिस अटैक के रूप में जाना जाता है इसलिए सिंपल पावर एनालिसिस अटैक के विपरीत यहां पर मुख्य अवधारणा बड़ी संख्या में बिजली के निशान एकत्र करना है और फिर इन बिजली के निशान पर किसी प्रकार का सांख्यिकीय विश्लेषण करना है हम कुंजी को कम करते हैं इसलिए डिफरेंशियल पॉवर एनालिसिस अटैक या डीपीए के मूल विचार के रूप में यह आमतौर पर जाना जाता है कि हमारे यहां एक विशेष उपकरण है और धारणा है कि हमलावर के पास यह उपकरण है और इस उपकरण में एक कुंजी है जो अंदर मौजूद है इसलिए यह सिक्रेट कुंजी वह है जो हमलावर वास्तव में पुनः प्राप्त करने के लिए इच्छुक है इसलिए हमलावर जो करता है सबसे पहले वह डिवाइस का एक मॉडल बनाता है यहाँ धारणा यह है कि हमलावर को ठीक से पता होता है कि इस उपकरण के भीतर कौन कौन से ऑपरेशन चल रहे हैं और केवल एक चीज जो हमलावर को नहीं पता है वह है गुप्त कुंजी इसलिए हमला इस उपकरण की गुप्त कुंजी को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होना है अब हमला निम्नानुसार है पहले हमलावर इस विशेष उपकरण का एक मॉडल बनाता है और फिर कुंजी का भी अनुमान लगाता है और फिर वह विभिन्न इनपुट डेटा उत्पन्न करता है और डिवाइस को उसी इनपुट डेटा को फीड करता है जो परीक्षण के साथ साथ मॉडल के तहत वह उपकरण होता है इसलिए परीक्षण के तहत डिवाइस में एक बार जब वह इनपुट डेटा को फीड करता है और उस इनपुट डेटा पर कंप्यूटिंग शुरू करने के लिए उस डिवाइस को मजबूर करता है तो वह एक आस्टसीलस्कप के माध्यम से खपत की गई पावर को मापता है साइड बाय साइड डिवाइस का उपयोग वह उस उपकरण की बिजली की खपत प्राप्त करने के लिए करता है जिसे हाइपोथेटिकल पावर कंज्यूम के रूप में जाना जाता है तो ध्यान दें कि यह बिजली की खपत एक आस्टसीलस्कप से प्राप्त होती है और यह वास्तविक बिजली की खपत होती है जब वास्तविक गुप्त कुंजी की गणना की जा रही होती है इसलिए यह बिजली की खपत एक डिजिटल आस्टसीलस्कप जैसे उपकरणों को मापकर प्राप्त की जाती है जबकि दूसरी तरफ बिजली डिवाइस के मॉडल से प्राप्त कुछ गणनाओं के द्वारा या केवल कुछ गणितीय विश्लेषण द्वारा प्राप्त किया जाता है तो ध्यान दें कि यह पावर मॉडल एक अनुमानित कुंजी के साथ है यह एक कुंजी के साथ है जो हमलावर वास्तव में अनुमान लगाता है तो अब वह क्या करता है उसके पास इन दो बिजली की खपत वास्तविक कुंजी के साथ वास्तविक बिजली की खपत और अनुमानित कुंजी के साथ काल्पनिक बिजली की खपत है इसलिए वह इन दोनों के बीच एक सांख्यिकीय विश्लेषण करता है और फिर परिणामों की तुलना करता है इसलिए यदि अनुमानित कुंजी वास्तव में सही है तो यह सांख्यिकीय तुलना पहचान करने में सक्षम होगी यदि अनुमानित कुंजी वास्तव में सही है या कुंजी गलत है इसलिए हम इस बारे में अधिक जानकारी देखेंगे कि यह डिफरेंशियल पावर एनालिसिस अटैक वास्तव में कैसे काम करता है इसलिए हम इस विशेष परिदृश्य को समझाने के लिए एक बहुत छोटा सर्किट लेंगे सर्किट जो हम वास्तव में देखेंगे कुछ इस तरह दिखता है तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर R और कुछ फ़ंक्शन F है अब इस विशेष फ़ंक्शन का आउटपुट एक मल्टीप्लेक्सर को वापस भेजा जाता है और फिर इस विशेष सर्किट का इनपुट P इस रजिस्टर में लेचद हो जाता है यह समझने के लिए कि डिफरेंशियल पावर एनालिसिस अटैक वास्तव में कैसे काम करते हैं हम यहां दिखाए गए अनुसार बहुत छोटा सर्किट लेंगे तो यह छोटा सर्किट इसे इनपुट P के रूप में लेता है और यह एक गुप्त K लेता है और फिर इस सीक्रेट को पुनरावृत्त तरीके से संचालित करता है उदाहरण के लिए पहली क्लॉक पल्स में इनपुट P लिया जाता है और यह इस रजिस्टर में लेचद हो जाता है अगली क्लॉक पल्स में P का यह मान F में फीड हो जाता है F को आप किसी भी तरह के नॉनलाइनर फंक्शन के बारे में सोच सकते हैं इसलिए F करता है कि यह P के मूल्य पर और गुप्त कुंजी पर संचालित होता है अब F का आउटपुट इस मल्टीप्लेक्सर के माध्यम से वापस फीड किया जाता है और इस रजिस्टर में लेचद हो जाता है तत्पश्चात् क्लॉक पल्स पर इस रजिस्टर को फिर F भेजा जाता है और इस रजिस्टर सामग्री के आधार पर F पर एक ऑपरेशन होता है और कुंजी और परिणाम वापस फीड हो जाते हैं और रजिस्टर में संग्रहीत हो जाते हैं इस प्रकार जो हम देखते हैं कि यह सर्किट पुनरावृत्त तरीके से काम करेगा पहला पुनरावृत्ति P पर आधारित होगा जबकि बाद के सभी पुनरावृत्तियों पिछले पुनरावृत्ति के परिणाम पर आधारित होंगे तो F का आउटपुट C है हम मानते हैं कि हमलावर को C का मूल्य नहीं पता है और वह K के मूल्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है इसलिए जैसा कि हमने डिफरेंशियल पॉवर एनालिसिस अटैक में पहला कदम रखा वह है डिवाइस का मॉडल बनाना इसके दो सामान्य तरीके हैं जिनके द्वारा इस काल्पनिक बिजली की खपत मॉडल को वास्तव में बनाया जा सकता है और इसे क्रमशः हैमिंग डिस्टेंस मॉडल और हैमिंग वेट मॉडल के रूप में जाना जाता है इसलिए हैमिंग वेट मॉडल में अनिवार्य रूप से इस रजिस्टर R को देखता है और इस रजिस्टर R में मौजूद 1s की संख्या को गिना जाता है इसलिए उदाहरण के लिए हम यह कहें कि रजिस्टर R में वर्तमान का प्रारंभिक मान 1011 है अगले ट्रांजिशन में जो कि अगली क्लॉक पल्स में है हम मानते हैं कि R का अगला मान 1101 है इस मामले में हम क्या करते हैं बस मौजूद 1s की संख्या को गिनें इस मामले में तीन 1 s मौजूद हैं और हम कहते हैं कि मॉडल द्वारा उपभोग की जाने वाली काल्पनिक शक्ति इस विशेष क्लॉक पल्स में 3 है अगली क्लॉक पल्स में यदि हम मान लेते हैं कि R का मान 1001 है तो उपभोग की जाने वाली काल्पनिक शक्ति 2 और इसी तरह की है इसलिए यह हैमिंग वेट मॉडल है तो ध्यान दें कि यह एक काल्पनिक शक्ति है इसलिए हमलावर वास्तव में यह नहीं पता लगा रहा है कि रजिस्टर की सामग्री क्या है लेकिन वह वास्तव में यह अनुमान लगा रहा है कि रजिस्टर की सामग्री क्या हो सकती है इस तरह के हमलों में अक्सर जिस अन्य मॉडल का पालन किया जाता है उसे हैमिंग डिस्टेंस मॉडल के रूप में जाना जाता है तो यहां हम वास्तव में बिट्स की संख्या को देखते हैं जो एक क्लॉक पल्स से दूसरे तक पहुंच कर बदल रहे हैं हैं तो फिर से हम इस रजिस्टर R को देख रहे हैं और दो लगातार क्लॉक पल्स के बीच हम बिट्स की संख्या को देखते हैं जो वास्तव में बदलते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यहां बता दें कि R का प्रारंभिक मान 1011 है और अगली क्लॉक पल्स में R के मान 1101 में बदल जाता है इस प्रकार हम देखते हैं कि दो बिट्स हैं जो टॉगल हो जाते हैं अनिवार्य रूप से यह बिट 0 है 1 में बदल गया है और यह बिट जो 1 है वह 0 में बदल गया है और हम हैमिंग दूरी 2 होने की गणना करते हैं इसी तरह अगर हम इन दो लगातार क्लॉक पल्स पर विचार करते हैं और हम कहते हैं कि रजिस्टर R 1001 के मूल्य में बदल गया है तो हम ध्यान दें कि यहां केवल एक बिट है जिसे बदल दिया गया है और इसलिए हैमिंग दूरी 1 है जिस तरह से आप देखते हैं कि यह विशेष उपकरण इस पुनरावृत्त तरीके से चल रहा है हमें काल्पनिक शक्तियों का एक क्रम प्राप्त होता है जो खपत होती हैं हैमिंग दूरी मॉडल में यह काल्पनिक शक्ति 2 1 3 1 होगी और इसी तरह हैमिंग बेट मॉडल में काल्पनिक शक्ति 3 2 1 3 और इत्यादि तो अब हम डिफरेंशियल पॉवर एनालिसिस अटैक को देखते हैं इसलिए हम जिस चीज में रुचि रखते हैं वह पहला पुनरावृत्ति होता है ध्यान दें कि हमने उल्लेख किया था कि हमारे पास पहले पुनरावृत्ति में P है जो एक इनपुट के रूप में भेजा जाता है जो रजिस्टर में संग्रहीत हो जाता है और फिर इस फ़ंक्शन F द्वारा संचालित होता है ध्यान दें कि हमने यह भी उल्लेख किया है कि यह फ़ंक्शन F इनपुट की कुंजी के रूप में लेता है और कुछ मध्यवर्ती आउटपुट प्रदान करता है जो हमलावर देखने में सक्षम नहीं है इसलिए इस पूरे आंकड़े को आसान बनाने के लिए हमने केवल इनपुट F और गुप्त कुंजी और F ऑपरेशन और संबंधित मध्यवर्ती मूल्य C दिखाया इसलिए हमलावर क्या कर सकता है कि वह गुप्त कुंजी का अनुमान लगा सके तो इस मामले में हम मान रहे हैं कि P और K 4 बिट्स हैं और C भी 4 बिट्स हैं और हमलावर ने वास्तव में अनुमान लगाया है कि महत्वपूर्ण मूल्य 1010 है इसलिए अब हम यह भी मान रहे हैं कि हमलावर का चयन करने में सक्षम है या प्लेन टेक्स्ट का चयन करें और इस उपकरण को भेजे और इसलिए वह प्लेन टेक्स्ट का मूल्य जानता है साथ साथ यह F फ़ंक्शन संचालित किया जा रहा है हमलावर डिवाइस द्वारा खपत की गई शक्ति की निगरानी करने में सक्षम है इसलिए एक महत्वपूर्ण धारणा जो हम यहां बनाते हैं वह यह है कि हमलावर F की कार्यक्षमता जानता है लेकिन K और C को नहीं जानता है लेकिन चूंकि K का मान है इसलिए वह उस अनुमान के आधार पर C की गणना भी कर सकता है इसलिए यह अनिवार्य रूप से C का अनुमान लगाया जाएगा चूंकि वह प्लेन टेक्स्ट P को जानता है और उसने C का अनुमान लगाया है वह संबंधित C वैल्यू की गणना भी कर सकता है तो हमला इस तरह से जाता है हमलावर P का एक विशेष मूल्य चुनता है और इसे डिवाइस पर भेजता है और जबकि डिवाइस इस P और K मूल्य पर गणना कर रहा है हमलावर ने खपत की गई शक्ति की निगरानी की है इसलिए P मान के अनुरूप उसे एक शक्ति प्राप्त होती है जो कुछ इस तरह दिखाई देती है अब साथ साथ वह एक महत्वपूर्ण अनुमान भी लगाता है इस मामले में यह 1111 है और फिर P के मूल्य के आधार पर और अनुमानित कुंजी पर वह गणना करता है कि मध्यवर्ती मूल्य C क्या होगा और डिवाइस द्वारा हैमिंग वेट मॉडल में वह फिर काल्पनिक शक्ति बनाता है और उपभोग करता है तो हम लेते हैं कि काल्पनिक शक्ति C में मौजूद 1 की संख्या है इसलिए जब से हम हैमिंग वेट मॉडल का पालन कर रहे हैं तो हम यहां देखते हैं कि इस मामले में 4 1s है इसलिए काल्पनिक शक्ति 4 है अब वह कई और पुनरावृति के लिए इसे दोहराता है प्रत्येक पुनरावृत्ति में वह एक P मान का चयन करता है जो इसे उपकरण को देता है इसी से मूल शक्ति प्राप्त होती है और फिर उस भविष्यवाणी कुंजी के लिए जो इस मामले में 1111 है C की गणना करता है और इस विशेष मामले में हैमिंग वेट के आधार पर खपत की गई काल्पनिक शक्ति प्राप्त करता है अगले चरण की गणना वास्तविक ऊर्जा खपत के बीच एक सहसंबंध है जो इस भाग और काल्पनिक शक्ति है इसलिए ध्यान दें कि इसमें प्रत्येक पंक्ति के अनुरूप जो प्रत्येक इनपुट P के अनुरूप है वह एक काल्पनिक शक्ति प्राप्त करेगा और एक वास्तविक बिजली खपत करेगा तो ध्यान दें कि यह समय के साथ है जबकि यह सिर्फ एक स्थिर मूल्य है तो हमलावर क्या करता है अगर वह इस वास्तविक बिजली की खपत के प्रत्येक बिंदु के लिए एक काल्पनिक शक्ति के साथ इसे सहसंबंधित करता है उदाहरण के लिए वह पियर्सन के सहसंबंध गुणांक Pearson's correlation coefficient की गणना करेगा और इसलिए उसे एक गुणांक स्कोर प्राप्त होगा जो वह प्राप्त करेगा वह इस तरंग में प्रत्येक बिंदु के अनुरूप सहसंबंध मूल्यों का एक क्रम है इसलिए यहाँ पर यह विशेष लाल रेखा एक विशेष सहसंबंध दिखाती है जो इन तीन बिंदुओं और इस काल्पनिक बिजली की खपत के बीच किया गया है सहसंबंध मूल्यों के अनुक्रम के बीच जो वह प्राप्त करता है वह केवल यह मानता है कि जिसका अधिकतम सहसंबंध है केवल उसी पर ध्यान देता है उदाहरण के लिए वह विशेष बिंदु पर ध्यान देता है है जिसमें अधिकतम सहसंबंध है तो ध्यान दें कि इस काल्पनिक बिजली की खपत एक महत्वपूर्ण अनुमान पर आधारित थी इस मामले में यदि आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमने चाबी का अनुमान लगाया था कि 1111 निश्चित रूप से हमलावर को नहीं पता है कि वास्तविक कुंजी क्या है इसलिए वह K के हर संभव मूल्य की पुनरावृति करता है तो उसे K के हर संभव मूल्य के लिए कुछ ऐसा मिलेगा कि वह उसी P मान के अनुरूप एक K मूल्य का अनुमान वास्तविक शक्ति का उपभोग और काल्पनिक शक्ति का उपभोग से एक तालिका बना सकेगा चूँकि हम एक 4 बिट कुंजी पर विचार कर रहे हैं इसलिए 16 ऐसी तालिकाएँ होंगी जिन्हें प्राप्त किया जाएगा इनमें से प्रत्येक प्रमुख अनुमान के लिए वह सहसंबंध गुणांक की गणना करेगा और इसलिए वह 16 अलग अलग सहसंबंध गुणांक प्राप्त करने में सक्षम होगा फिर वह चुना जाएगा एक सहसंबंध गुणांक जो अधिकतम है उदाहरण के लिए यह ग्राफ जो इस विशेष वेबसाइट से प्राप्त किया गया है यह दर्शाता है कि कुंजी के विभिन्न मूल्यों के साथ अधिकतम सहसंबंध गुणांक कैसे भिन्न होता है इसलिए इस विशेष उदाहरण में उन्होंने एईएस ब्लॉक साइफर का उपयोग किया था क्योंकि जिस उपकरण पर हमला किया जा रहा है और एईएस कुंजी का प्रत्येक भाग केवल 1 बाइट का है और इसलिए 256 अलग अलग संभावनाएं हैं इसलिए दूसरी तरफ वाई अक्ष का सहसंबंध है जो प्रत्येक अनुमानित कुंजी के लिए गणना की जाती है तो हम देखते हैं कि गलत अनुमानित कुंजी के लिए हमारे पास एक सहसंबंध है जो कि काफी छोटा है जो 002 से कम है दूसरी तरफ अगर अनुमान सही है कि इस मामले में कुंजी 0x73 है तो हम सहसंबंध में एक उच्च शिखर प्राप्त करते हैं यह उच्च शिखर इस प्रकार हमलावर को सही कुंजी की पहचान करने की अनुमति देगा अब इस विशेष हमले से वास्तव में जो प्रभावित होता है वह प्रत्येक मामले के लिए किए जाने वाले पुनरावृत्तियों की संख्या है ध्यान दें कि हमने यह तालिका और प्रत्येक पंक्ति इस या इस विशेष तालिका में प्रत्येक पंक्ति को एक शक्ति माप से संबंधित है जो डिवाइस में बनाई गई है और एक बिंदु जो काल्पनिक शक्ति में गणना की गई थी इसलिए ऐसी पंक्तियों की बड़ी संख्या मौजूद है अधिक सही ढंग से सही कुंजी को पुनर्प्राप्त किया जा सकता है तो यह विशेष ग्राफ पिछली तालिका से संबंधित आवश्यक मापों की संख्या को दर्शाता है माप की संख्या का तात्पर्य तालिकाओं में पंक्तियों की संख्या से है और जो हम देखते हैं कि माप की संख्या बढ़ती रहती है और इस मामले में 10000 की ओर जाती है गुप्त कुंजी की पहचान बढ़ जाती है इसलिए उदाहरण के लिए यदि हमारे पास 100 या उसके आस पास के मापों के बारे में पता है तो हमारा एक सहसंबंध है जो 005 से कम है लेकिन जैसा कि हम माप की संख्या बढ़ाते हैं हमारे पास एक सहसंबंध है जो कि 01 से काफी अधिक है इसलिए दूसरे शब्दों में बोलते हुए जो हम वास्तव में देखते हैं वह यह है कि जैसे जैसे बिजली की माप बढ़ती है यह शिखर अधिक से अधिक प्रमुख होता जाता है इसलिए इस उदाहरण में हमने जो विचार किया वह यह था कि हमलावर सही गुप्त कुंजी की पहचान करने के लिए पीयरसन के सहसंबंध Pearson's correlation का उपयोग काल्पनिक शक्ति और खपत की गई वास्तविक शक्ति के बीच करता है इसलिए विभिन्न अन्य सांख्यिकीय तकनीकें हैं जिनका मूल्यांकन किया गया है सबसे आम चीजों में से एक को पारस्परिक जानकारी के रूप में जाना जाता है जो अनिवार्य रूप से खपत की गई काल्पनिक शक्ति और खपत की गई वास्तविक शक्ति के बीच पारस्परिक निर्भरता को निर्धारित करता है तो यह इस विशेष समीकरण द्वारा दिया गया है इसलिए हम इसके बारे में अधिक विवरण में नहीं जाएंगे तो इस पिछले उदाहरण में हमने जो देखा था वह यह था कि हमलावर एक अनुमानित कुंजी के आधार पर एक काल्पनिक बिजली की खपत और डिवाइस से मापी गई वास्तविक बिजली की खपत के बीच सहसंबंध की गणना करने के लिए पियर्सन के सहसंबंध गुणांक Pearsons correlation coefficient या इसके समकक्ष का उपयोग करता है एक उच्च मूल्य सहसंबंध का अर्थ है कि हमलावर ने कुंजी का सही अनुमान लगाया है तो कई अन्य सांख्यिकीय उपकरण हैं जो एक सहसंबंध के अलावा भी उपयोग किए जा सकते हैं अक्सर इस पारस्परिक जानकारी का उपयोग किया जाता है जो अनिवार्य रूप से काल्पनिक शक्ति और वास्तविक बिजली की खपत के बीच निर्भरता को निर्धारित करता है उपयोग की जाने वाली अन्य तकनीकें बेयस विश्लेषण हैं जो रिसाव को देखते हुए परिकल्पना की संभावना की गणना करती हैं सांख्यिकीय तुलना के शुरुआती रूपों में से एक को अंतर के माध्य के रूप में जाना जाता है इसलिए हम इस बारे में अधिक विस्तार से देखेंगे कि वास्तव में काम करने का यह अंतर कैसे है हम फिर से देखते हैं कि यह एक विशेष संगणना है जहां एक P है जिसे इनपुट के रूप में लिया जाता है और इस फ़ंक्शन F के साथ गणना की जाती है और एक कुंजी भी होती है जिसे गुप्त रखा जाता है अब हमलावर क्या करता है कि वह कुंजी का अनुमान लगाता है और उस अनुमानित कुंजी और P के ज्ञात मूल्य के आधार पर वह C की गणना करता है इसलिए C निश्चित रूप से अनुमानित कुंजी है और इसलिए अनुमानित कुंजी के आधार पर वह इस अनुमानित C को प्राप्त कर सकता है जिसमें यह मामला 1111 1110 और 1101 है ध्यान दें कि यह C अनुमान केवल K को स्थिर रखना t के मूल्य पर निर्भर करता है तो वह आगे क्या करेगा कि वह इस Cguess में एक एकल बिट पर विचार करेगा इसलिए उदाहरण के लिए हम यह कहें कि वह इस Cguess के कम से कम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर विचार कर रहा है और फिर वह क्या करेगा कि Cguess के लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर निर्भर वह इन वास्तविक बिजली को दो बाल्टी में वितरित करेगा पहली बाल्टी Cguess से मेल खाती है जबकि अगली बाल्टी Cguess के समान 1 से मेल खाती है इसलिए उदाहरण के लिए यहाँ लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बिट 1 है और इसलिए वह इस शक्ति माप को बाल्टी में ले जाएगा इस विशेष मामले में हमारे पास Cguess में 0 होने के लिए लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बिट है और इसलिए वह इसे बाल्टी 0 में स्थानांतरित करता है तो इस तरह से इस मामले में उसके पास Cguess के 1 होने का लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बिट है और इसलिए इसे बाल्टी 1 में स्थानांतरित किया जाना चाहिए इसलिए अंततः बड़ी संख्या में विभिन्न बिजली मापों पर ऐसा करने के बाद वह बाल्टी 0 के औसत की गणना करता है और बाल्टी 1 का औसत इसलिए इसे उस संबंधित कुंजी अनुमान के लिए अंतर के रूप में जाना जाता है तो यह देखा गया है कि यदि Key guess सही होता है तो इस विशेष अंतर से इन दो बाल्टियों के औसत के बीच के अंतर को अधिकतम किया जाएगा और गुप्त कुंजी क्या है इसकी पहचान करने के लिए साधनों का यह अधिकतम अंतर उपयोग किया जा सकता है इसलिए डिफरेंशियल पावर अटैक को अब लगभग दो दशकों से जाना जाता है और इन वर्षों में कई काउंटर उपाय विकसित किए गए हैं तो इन काउंटर उपायों को तीन अलग अलग स्तरों पर लागू किया गया है जिन्हें वे हार्डवेयर स्तर पर कार्यान्वयन स्तर पर या एल्गोरिथ्म स्तर पर लागू किया जा सकता है हार्डवेयर स्तर पर लोगों ने जो सुझाव दिया है वह यह है कि मानक CMOS लॉजिक को अन्य लॉजिक के साथ प्रतिस्थापित किया जाए जो इन पावर एनालिसिस अटैक के लिए प्रतिरोधी है इसलिए उदाहरण के लिए ये तकनीकें WDDL गेट्स को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि खपत की जाने वाली बिजली संगत कंपनों से स्वतंत्र हो कार्यान्वयन स्तर की तकनीकों जैसे कि मास्किंग और थ्रेशोल्ड कार्यान्वयन का उपयोग किया गया है जहां रैंडमाइजेशन को डिज़ाइन में शामिल किया गया है ताकि जहां अनियमितता जानकारी की मात्रा को सीमित करती है जो हमलावर डिवाइस द्वारा उपभोग की गई शक्ति से प्राप्त कर सकता है एक तीसरा तरीका एल्गोरिथम स्तर पर है जहां शोधकर्ता वास्तव में विशेष रूप से साइफर एल्गोरिदम के साथ साथ प्रोटोकॉल का निर्माण करने में सक्षम हैं जो पावर एनालिसिस अटैक को रोक सकते हैं ये एल्गोरिदम स्वाभाविक रूप से निर्मित होते हैं ताकि रिसाव गुप्त कुंजी की पर्याप्त जानकारी न दे सके इस मामले में दो लोकप्रिय एल्गोरिदम को DRECON के रूप में जाना जाता है जो निर्माण और रीकीग तकनीकों द्वारा डीपीए प्रतिरोध के लिए खड़ा है धन्यवाद